औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पाठ्यक्रम के तीसरे पाठ में आपका स्वागत है तो आम तौर पर तापमान और समय के लिए ड्रिफ्ट की विशेषता होती है तो यह हमारे स्थैतिक विशेषता को पूरा करता है जो सामान्यत इनपुट आउटपुट वक्र की चर्चा करते हैं जोकि अंशांकन वक्र है तो यहां कोई समय नहीं है यदि आप एक इनपुट देते हैं तो हमें स्थिर अवस्था में एक आउटपुट मिलेगा और हम केवल इस इनपुट और स्थिर अवस्था आउटपुट मान के बीच की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जब इनपुट स्थिर नहीं होता है तो हमें उपकरण की गतिशील विशेषता के बारे में बात करनी पड़ती है तो साधन है इसलिए इनपुट लगातार बदल रहा है और एक इनपुट सिग्नल के लिए एक उपकरण की गतिशील प्रतिक्रिया आमतौर पर शब्दों में तैयार की जाती है इसलिए अब हमें इसके बारे में चिंता करनी होगी अगर यदि इनपुट सिग्नल अचानक कुछ मान से कुछ मान में बदल जाता है तो आउटपुट सिग्नल कैसे बदलने वाला है इसलिए हम केवल स्थिर स्थिति से संबंधित नहीं हैं नया स्थिर अवस्था मान जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त करेगा लेकिन हम इस बात से भी चिंतित हैं कि समय के साथ इसे कैसे हासिल करने जा रहा है इसलिए जब हम ऐसी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम उपकरणों की गतिशील विशेषताओं के बारे में बात करते हैं इसलिए तदनुसार हमारे पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं इसलिए हम सबसे सरल से शुरू करते हैं जो एक शून्य क्रम वाला उपकरण है जिसकी विशेषता y Kx द्वारा दी गई है इसलिए यह माना जाता है कि उस तरह के इनपुट के लिए जो उस सेंसर के लिए प्रासंगिक हैं आउटपुट तत्काल इनपुट के बराबर होता है इसलिए यह एक प्रतिरोध की तरह है जिसमें एक वोल्टेज लागू करते हैं ही आपको तुरंत करंट मिलता है तो इनपुट आउटपुट अनुपात रैखिक है और यह रैखिकता तत्काल से तत्काल के लिए मौजूद है तो यह ऐसा है कि ऐसे उपकरण के लिए कोई गतिकी नहीं है और स्थिर विशेषता ही एकमात्र विशेषता है जिसे आपको देखने की आवश्यकता है इसलिए ऐसे उपकरणों को शून्य क्रम उपकरण कहा जाता है उदाहरण के लिए आमतौर पर पोटेंशियोमीटर जब मैं एक प्रतिरोध अधिकार के बारे में बात कर रहा था तो एक पोटेंशियोमीटर एक प्रतिरोध के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए एक पोटेंशियोमीटर के लिए पोजीशन सिग्नल पोटेंशियोमीटर आमतौर पर स्थिति को मापते हैं तो यह पोटेंशियोमीटर इस चर बिंदुओं से जुड़ा होगा क्योंकि चर बिंदु वोल्टेज को स्थानांतरित करता है जो सीधे स्थिति के लिए समानुपाती होगा इसलिए इस मामले में तत्काल से तत्काल होगा और चूंकि स्थिति वास्तव में एक यांत्रिक चर है इसलिए बहुत तेज़ गति नहीं होने वाली है जबकि विद्युत व्यवहार उसकी तुलना में बहुत तेज़ है आप इसे शुद्ध प्रतिरोध मान सकते हैं और फिर आपके पास शून्य क्रम विशेषताओं के रूप में जाना जाता है तो आउटपुट वोल्टेज सीधे विस्थापन θ के समानुपाती होगा आइए हम इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं पोटेंशियोमीटर कोणीय होने के साथ साथ रैखिक भी हो सकते हैं तो एक निश्चित संवेदनशीलता है जिसे पोटेंशियोमीटर वोल्ट प्रति रेडियन कहा जाता है दूसरी ओर कुछ ऐसे उपकरण हैं जहां अगर इनपुट अचानक बदल जाता है तो आउटपुट अचानक नहीं बदल सकता है आउटपुट को बढ़ने में कुछ समय लगता है उदाहरण के लिए हम तापमान मापने के उपकरण लेते हैं उदाहरण के लिए थर्मोकपल लेते हैं आप देखेंगे यह तापमान का माप करता है लेकिन इसे भाप में नंगे नहीं डाला जाता है क्योंकि इससे सेंसर को नुकसान होगा यह तेजी से खराब हो जाएगा तो यह वास्तव में एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भले ही ट्यूब के बाहर तापमान परिवर्तन हो जिसे थर्मो वेल कहा जाता है तो यह एक ट्यूब है जिसके अंदर आपके पास थर्मोकपल है भले ही आपके परिवेश का तापमान आपका पर्यावरण तापमान जिसे आप महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही यह बदल जाए इस तापमान को वास्तव में बहने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी यानी EMF के विकसित होने से पहले थर्मोवेल के अंदर से थर्मोकपल जंक्शन में थर्मोकपल जंक्शन के माध्यम से गर्मी का प्रवाह होना चाहिए इसलिए इस थर्मोवेल के थर्मल गुणों के कारण कुछ समय की आवश्यकता होने वाली है भले ही आप अचानक इस जगह को भाप से भर दें मान लें कि जंक्शन का तापमान नहीं होगा थर्मोकपल का जंक्शन तुरंत भाप के तापमान के बराबर नहीं होगा लेकिन यह धीरे धीरे ऊपर उठेगा ठीक है तो इस तरह के ट्रांसड्यूसर के लिए हमारे पास पहले क्रम के उपकरण पहले क्रम या दूसरे क्रम के होते हैं जो थर्मोकपल के मॉडलिंग पर निर्भर करेगा लेकिन आमतौर पर प्रथम क्रम के उपकरण ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें एक एकल भंडारण तत्व होता है और इसे पहले क्रम के रूप में तैयार किया जा सकता है इसलिए ऐसे मामलों में आउटपुट मान वास्तव में किसी प्रकार के अंतर समीकरण का पालन करता है जो इस प्रकार का है और जहां τ को सिस्टम का समय स्थिरांक कहा जाता है इसलिए यदि τ बड़ा है तो सिस्टम धीरे धीरे ऊपर उठता है जबकि यह τ छोटा है तो सिस्टम तेज होता है इसलिए यदि ऐसा है तो हम आसानी से एक सेंसर की प्रतिक्रिया की गणना कर सकते हैं जिसका इनपुट एक स्टेप इनपुट है इसलिए हम इस तरह के सेंसर की प्रतिक्रिया को विभिन्न प्रकार के बदलते इनपुट की विशेषता बताने की कोशिश करते हैं इसलिए सबसे पहले ये दो उदाहरण हैं मार्केटिंग ग्लास थर्मामीटर और थर्मोकपल थर्मोवेल इसलिए यदि आपके पास एक स्टेप इनपुट है तो पहली तरह का इनपुट जिसे हम एक स्टेप इनपुट मानते हैं इसलिए स्टेप इनपुट का मतलब है कि यह शून्य पर है और फिर अचानक यह बढ़ जाता है इसलिए t 0 इनपुट 1 मान लिया जाता है तो हम गणना कर सकते हैं कि समय की प्रतिक्रिया या y समय का ऐसा कार्य होने जा रहा है इसलिए ग्राफ दिखाएगा कि यह किस प्रकार का कार्य है तो आप देखते हैं कि यह धीरे धीरे उठेगा और फिर यह एक हो जाएगा इसलिए यदि आपके पास एक बड़ा τ है यदि आपके पास एक बड़ा τ है तो यह धीरे धीरे ऊपर उठेगा यदि आपके पास एक छोटा τ है तो यह तेजी से उठेगा तो यह τ घट रहा है दूसरी ओर आप जानते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं मेरा मतलब है कि मनमाना इनपुट के लिए डायनेमिक सेंसर की प्रतिक्रिया रुचि की है क्योंकि अगर इस तरह के सेंसर को वास्तव में कंट्रोल लूप में रखा जाता है तो यह एक स्टेप इनपुट के रूप में नियमित नहीं होने वाला है इसलिए हम कभी कभी चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी मनमाना तरंग के अधिकांश मनमाना तरंगों को साइनसोइड्स साइन और कोसाइन तरंगों के योग के रूप में माना जा सकता है इसलिए यह वास्तव में उस व्यवहार को चिह्नित करने के लिए बहुत उपयोगी है अर्थात विभिन्न आवृत्तियों के साइनसॉइड के लिए साधन की प्रतिक्रिया है तो इसे आवृत्ति प्रतिक्रिया कहा जाता है और यह एक उपकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो अगर हमारे पास एक साइनसॉइड है और यह मेरा उपकरण I है तथा मैं एक i sin ωt लगा रहा हूं तो यदि उपकरण को रैखिक माना जाता है तो आपको आउटपुट के रूप में भी एक साइन वेव मिलेगा लेकिन वह साइन वेव का परिमाण अधिक होगा इनपुट वेव के परिमाण से भिन्न होगा और इसमें एक चरण अंतराल भी विकसित होगा तो यह है इसलिए हम वास्तव में दो चीजों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं चूंकि आवृत्ति स्थिर रहने वाली है इसलिए आवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है यह इनपुट आवृत्ति ही है लेकिन आउटपुट परिमाण और इनपुट परिमाण के बीच के अनुपात को जिसे हम लाभ कहते हैं और चरण अंतराल ये दो चीजें हैं जिन्हें हम आम तौर पर चिह्नित करते हैं तो आप जानते हैं कि यह एक गणितीय समाधान है जो होगा उदाहरण के लिए आवृत्ति के विभिन्न मूल्यों पर लाभ वास्तव में इस तरह भिन्न होता है इसलिए आप समझ सकते हैं कि यदि आवृत्ति बहुत कम है तो उसका लाभ एक है क्योंकि आवृत्ति बहुत कम है इसका मतलब है आप एक धीमी साइनसॉइड दे रहे हैं जिसका अर्थ है कि उपकरण हमेशा स्थिर स्थिति में आ सकता है और यह कर सकता है यह दूसरी ओर इनपुट का मान प्राप्त कर सकता है क्योंकि इनपुट आवृत्ति बढ़ जाती है इसलिए इससे पहले उपकरण के आउटपुट में वृद्धि हो इनपुट में परिवर्तन हो जाता है तो साधन का उत्पादन कभी भी पर्याप्त नहीं बढ़ सकता है और इसलिए लाभ गिर जाता है तो यह एक उपकरण की आवृत्ति विशेषता हैं इसी तरह आप जानते हैं यदि आपके पास एक चरण प्लॉट है तो यह पता चला है कि जैसा कि आप उच्च और उच्च आवृत्तियों के लिए जाते हैं चरण अंतराल बढ़ता है और पहले क्रम प्रणाली के लिए अधिकतम चरण अंतराल 90 डिग्री हो सकता है इसलिए यह धीरे धीरे 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा अब कभी कभी हमें सिस्टम को दूसरे क्रम के इंस्ट्रूमेंटल सेंसर के रूप में भी मॉडल करना पड़ता है यह विकल्प वास्तव में इस बात पर निर्भर कर सकता है कि आप किस प्रकार के मॉडल का उपयोग करेंगे जो भौतिक कारणों पर निर्भर हो सकता है इसलिए यह उस तरह की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो सकता है जिसे आप वास्तव में साधन से प्राप्त होता है इसलिए कुछ यंत्रों को दूसरे क्रम के डिफरेंशियल इक्वेशन से नियंत्रित मान लेता हूं उदाहरण के लिए एक्सेलेरोमीटर जिसे मास स्प्रिंग और आघात के रूप में प्रदर्शित किया जा सके दूसरे क्रम की गतिशीलता होगी इसलिए यह इसकी गतिशीलता इसकी इनपुट आउटपुट गतिशीलता एक दूसरे क्रम के डिफरेंशियल समीकरण द्वारा दी गई है जैसा कि दिखाया गया है जिसमें दो पैरामीटर हैं एक को प्राकृतिक आवृत्ति कहा जाता है और दूसरे को डैमपिंग कारक कहा जाता है तो फिर से स्टेप इनपुट पर इसकी प्रतिक्रिया इस मामले में हमारे पास तीन प्रकार के मामले हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि डैमपिंग कारक क्या है इसलिए एक मामला है जब डैमपिंग यानी जीटा एक से अधिक है इस मामले में हम इसे ओवर डैम कहते हैं और यह आउटपुट टाइम फ़ंक्शन के लिए व्यंजक है हम सिर्फ स्थिति को देखेंगे और फिर हम प्लॉट को देखेंगे और फिर हमारे पास एक मामला है जब ξ 1 ξ 1 जिसे हम यहाँ क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं और अंतिम मामला तब है जब हमारे पास ξ 1 से कम है 1 और 0 के बीच इसलिए इसे अंडर डैम्प्ड केस कहा जाता है तो प्लॉट वास्तव में इस तरह दिखता है इसलिए यह हमारे लिए रुचि का है इसलिए आप देखते हैं कि यह चरण प्रतिक्रिया है इसलिए आपने जो इनपुट लागू किया है वह यह है यह इनपुट है अब जीटा के विभिन्न मूल्यों के लिए उदाहरण के लिए यदि जीटा कम और कम होता है तब आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑसिलेटरी व्यवहार मिलता है इसलिए एक ओवरशूट होता है जिसे ओवरशूट कहा जाता है इसलिए अंडर डैम्प्ड के लिए आपको ओवरशूट मिलने वाला है दूसरी ओर ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए आप कोई ओवरशूट नहीं है और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं यह लगभग पहले ऑर्डर सिस्टम की तरह है इसी तरह यदि आप एक साइनसॉइडल इनपुट के लिए इसकी प्रतिक्रिया को फिर से देखते हैं तो आपको यह व्यंजक मिलता है जिसमें आपको एक लाभ मिलता है और आपको एक चरण बदलाव मिलता है और यह अभिव्यक्ति है क्योंकि यह गेन के लिए प्लॉटहै इसलिए आप देखते हैं कि लाभ वास्तव में आवृत्ति सही के साथ बदलता है और अवमंदित प्रणालियों के लिए सिस्टम रिजोनेट करता है इसलिए यह रिजोनेट आवृत्ति है इसलिए यदि आप एक साइनसॉइड रिजोनेट आवृत्ति के करीब देते हैं तब आपको एक बड़ा आउटपुट मिलता है दूसरी ओर ओवर डैम्प्ड प्रणाली के लिए ऐसी कोई रिजोनेंस नहीं है तो अगर आप चरण देखते हैं तो चरण प्लॉट आवृत्ति के साथ ऐसा दिखता है इसलिए कम आवृत्ति चरण की ओर चरण छोटा रहता है और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ जाती है तो यह अधिकतम चरण 180 डिग्री हो सकता है इसलिए ये फेज लैग हैं तो हमने सेंसर की स्थिर और गतिशील विशेषताओं को देखा है अब हम कुछ उदाहरण विनिर्देशों को देखते हैं तो यह उदाहरण के लिए एक औद्योगिक थर्मामीटर है इसलिए देखें कि यह क्या कहता है तो सबसे पहले यह एक थर्मोकपल पर आधारित है इसलिए थर्मोकपल का प्रकार बताया गया है हम देखेंगे कि थर्मोकपल का प्रकार क्या है लेकिन दिलचस्प रूप से सीमा दी गई है तो आप देखते हैं कि यह न्यूनतम और अधिकतम मान है जिसमें इन दिए गए विनिर्देशों के साथ इस थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है इसलिए यदि आप इसे इस सीमा के भीतर उपयोग करते हैं तो आपको एक डिग्री फ़ारेनहाइट या एक डिग्री सेंटीग्रेड का रिज़ॉल्यूशन मिलेगा इसलिए जो भी विनिर्देश दिए गए हैं वे इस सीमा के भीतर मान्य हैं इसलिए इस मामले में सीमा 1370 है और अवधि 1440 है संकल्प एक डिग्री F या एक डिग्री C वास्तव में यह जो भी है जो भी पैमाने आप उपयोग करते हैं क्योंकि वास्तव में संकल्प मूल संवेदक समान है जबकि वास्तव में यह आपके द्वारा चुने गए पैमाने पर निर्भर करता है आपके पास विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं इसलिए ये संकल्प भी भिन्न होता है तो यहाँ इसे एक डिग्री सेंटीग्रेड कहा गया है तो इसलिए न्यूनतम परिवर्तन जो देखा जा सकता है परिवर्तन जो सेंसर द्वारा पता लगाया जा सकता है वास्तव में एक डिग्री सेंटीग्रेड है अंशांकन त्रुटि मानक इसलिए ये सभी विनिर्देश वास्तव में एक निश्चित के संबंध में हैं आप जानते हैं यह DIN वास्तव में जर्मन मानक है BS ब्रिटिश मानक है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर की सटीकता यानी जब परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो रीडिंग का 02 ± एक अंक होता है यह ± एक अंक आता है क्योंकि आपके पास एक डिजिटल डिस्प्ले होने वाला है इसलिए हम देखते हैं कि डिजिटल डिस्प्ले में एक होना चाहिए एक होता है एक प्रभाव होता है जिसे परिमाणीकरण कहा जाता है और इस प्रकार यह ± 1 अंक त्रुटि आती है इसलिए बुनियादी सटीकता रीडिंग का 02 है इस मामले में इसे पढ़ने के संदर्भ में बताया गया है इस तरह के विनिर्देशों के अलावा कुछ अन्य भी हैं वे आम तौर पर यदि आप एक उदाहरण औद्योगिक विनिर्देश देखते हैं तो आपको कुछ अन्य चीजें मिलेंगी जैसे कि जो विशिष्ट हैं जो उस विशेष सेंसर के लिए विशिष्ट हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं अब चूंकि थर्मोकपल लंबे तारों का उपयोग करते हैं इसलिए एक श्रृंखला मोड अस्वीकृति है क्योंकि मोड अस्वीकृति का मतलब है कि आमतौर पर थर्मोकपल लंबे तारों से खींचे जाते हैं इसलिए वे विशेष रूप से बिजली की आवृत्ति पर श्रृंखला मोड हस्तक्षेप को पकड़ते हैं इसलिए क्योंकि बिजली लाइनें हो सकती हैं और वे करेंगे वे श्रृंखला वोल्टेज के रूप में बिजली आवृत्ति हस्तक्षेप जोड़ देंगे तो यह कहता है कि सेंसर ऐसा बनाया गया है कि यह 60 हर्ट्ज को वास्तव में अस्वीकार कर सकता है ऐसे वोल्टेज जो प्रेरित होते हैं इसी तरह 0 ड्रिफ्ट यह कहता है कि भले ही हर बार शून्य ड्रिफ्ट हो संभवतः इस उपकरण में एक बटन होगा और या शायद हर बार जब यह उपकरण है एक रीडिंग लेने की आज्ञा दी जाती है तो यह पहले स्वचालित रूप से इसे 0 कर देगा इसलिए एक ऑटो ज़ीरोइंग सुविधा है जो पर्यावरणीय तापमान सीमा है तो ये सभी विशेषताएं हैं जिसे इस सेंसर को इस तरह की रेंज में इस्तेमाल किया जाना है साइज और वेट के साथ इसी तरह एक और थर्मामीटर जो फिर से थर्मोकपल पर आधारित है और इसकी कुछ सीमाएँ हैं इसलिए हमने पहले ही इसकी सटीकता रीडिंग को देखा है यह कहता है कि दो तिहाई से नीचे तो आप देखते हैं कि 238 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे माइनस से ऊपर 150 डिग्री सेंटीग्रेड यह इसकी सटीकता कथन है जबकि इसके नीचे यह यहां इसे रीडिंग के संदर्भ में बता रहा है यहां यह एक स्थिरांक या एक प्रतिशत अवधि के संदर्भ में बता रहा है इसी तरह यह कहता है कि किसी अन्य मोड में जिसे डिफरेंशियल मोड कहा जाता है यह एक ± 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्पैन पर ± 03 डिग्री सेंटीग्रेड की तरह की सटीकता है इसलिए आप देख सकते हैं कि विशिष्ट थर्मल ऐसे औद्योगिक उपकरण विनिर्देश इस तरह के पैरामीटर शामिल करेंगे उदाहरण के लिए रिज़ॉल्यूशन 01 डिग्री है और 9999 डिग्री से ऊपर यह एक डिग्री है अन्य चीजें जो आप बैटरी के बारे में जानते हैं ये आवास विशेष रूप से बैटरी महत्वपूर्ण हैं खासकर जब आपके पास एक पोर्टेबल उपकरण है तो चलिए एक और सेंसर को देखते हैं जो एक फ्लो मीटर है अब बहुत सारे विनिर्देश हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण सटीकता और रैखिकता एक ± 1 पूर्ण पैमाने पर है यहाँ आप सटीकता और रैखिकता दोनों देखते हैं ± 1 संभवतः उपकरण स्वाभाविक रूप से रैखिक है इसलिए उन्हें एक साथ कहा गया है और दोहराव को पूर्ण पैमाने के ± 02 के रूप में कहा गया है जिसका अर्थ है कि भले ही आप एक ही प्रवाह के 100 रीडिंग बनाते हैं रीडिंग पूर्ण पैमाने के ± 02 से अधिक भिन्न नहीं होंगे इसी तरह आपके पास प्रवाह संकेत स्वाभाविक रूप से रैखिक है इसलिए सटीकता और रैखिकता दोनों ही समान हैं यदि यह स्वाभाविक रूप से रैखिक नहीं है तो सटीकता और रैखिकता वास्तव में अलग अलग होंगे तो फिर कुछ विशेष अन्य विनिर्देश है जो एक प्रवाह संवेदक के लिए विशिष्ट हैं उदाहरण के लिए प्रेशर ड्रॉप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्लो सेंसर में प्रेशर ड्रॉप वास्तव में एक ऊर्जा हानि है इसलिए इसे कम होना चाहिए इसलिए यह कहता है कि लगभग 4 इंच H2O है इसलिए अन्य कारक पर हम ध्यान नहीं देंगे जब तक हम वास्तव में नहीं जानते की यह किस तरह का फ्लो मीटर है तो यह हमें पाठ के अंत में लाता है इसलिए इस पाठ में हमने जो किया है वह यह है कि हमने देखा है कि सेंसर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं हमने सामान्य संरचना तथा स्थिर विशेषता को भी देखा है मुख्य स्थैतिक विशेषता पैरामीटर हम और जैसा कि आप जानते हैं संवेदनशीलता रैखिकता सटीकता संकल्प स्पैम इत्यादि हमने शून्य पहले और दूसरे क्रम के उपकरणों की गतिशील विशेषता को भी देखा है और हमने देखा है कि वे दोलन ओवरशूट जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं उनके पास समय स्थिरांक होते हैं और सभी सेंसर ये सभी विशेषताएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं खासकर जब इन उपकरणों का उपयोग फीडबैक डिवाइस नियंत्रण में किया जाता हैं हमने कुछ औद्योगिक विशिष्टताओं को भी देखा है इसलिए समाप्त करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहेंगे उदाहरण के लिए सटीकता और रैखिकता के बीच क्या अंतर है इसलिए वे समान कब हैं और वे कहां भिन्न हैं मृत क्षेत्र और संकल्प के बीच क्या अंतर है तथा अधिक मृत क्षेत्र या संकल्प होने की संभावना है फिर नियंत्रण प्रणालियों के प्रदर्शन मापदंडों का उल्लेख करें जो सेंसर से सीधे प्रभावित होते हैं इसलिए और अंत में एक सेंसर में डैंपिंग का क्या महत्व है इसलिए यदि आपके पास अच्छा डैंपिंग है तो किस तरह का सेंसर होना चाहिए उदाहरण के लिए किस तरह का डैंपिंग चाहिए एक संकेतक यंत्र की डैंपिंग क्या होना चाहिए डैंपिंग स्तर क्या होना चाहिए आइए हम एक रिकॉर्डर को लेते हैं हैं तो एक फीडबैक सेंसर के लिए डैंपिंग स्तर क्या होना चाहिए तो इन पर विचार करें और आज के लिए बस इतना ही अलविदा